पिछले व्याख्यान में हमने गोलाकार सिमेट्रिक प्रणालियों के सामान्य समाधान को देखा जहां हमने श्रोडिंगर इक्वेशन 22mull122mr2uVruEu को देखा जहां ur मुझे तरंग फंक्शन का रेडियल घटक देता है और तरंग फंक्शन ψ ही r बार Ylmθϕ के फंक्शन के रूप में R है और पाया कि u rl1 r → 0 के रूप में इस व्याख्यान में हम हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन जैसे आयनों की एक विशिष्ट समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा V Ze24π0r दी जाती है और इसलिए u के लिए समीकरण 22mull122mr2u Ze24π0ruEu होने जा रहा है मैंने यहां एक u को याद किया और यही वह समीकरण है जिसे हम हल करना चाहते हैं मैं इस व्याख्यान में जो करने जा रहा हूं वह आपको बहुत कठोर समाधान नहीं देता है मैं l के एक या दो मूल्यों के लिए समाधान दूंगा और यदि आप चाहें तो पुस्तकों में इसका पालन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है क्योंकि यह पहला कोर्स है इसलिए मैं वास्तव में यहां बहुत अधिक विवरण नहीं देता हूं तो अब पहली बात जो हम देखते हैं वह यह है कि हम बॉन्ड स्टेट्स के लिए हल करना चाहते हैं और इसलिए E 0 मैं E को E के रूप में लिखने जा रहा हूँ और इसलिए मेरा समीकरण अब 22mull122mr2u Ze24π0ru u बन जाता है तो सबसे पहले जैसा कि हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में किया था और वह सब जो हम देखना चाहते हैं कि u कैसा व्यवहार करता हैं जैसे कि r अनंत की ओर जाता है r →∞ के रूप में u का व्यवहार ऐसे मामलों में मैं 1r2 और 1r पदों को अनदेखा कर सकता हूं क्योंकि वे लगभग 0 हो जाएंगे और इसलिए मैं समीकरण को इस रूप में लिख सकता हूं इसलिए r →∞ की सीमा में मैं अपना समीकरण 22mu Eu या u 2m2Eu0 के रूप में लिख सकता हूं इसका तत्काल समाधान ure2mE2rया e 2mE2r है अब हम समाधान Rr→∞→0 चाहते हैं जिसका अर्थ है कि u को भी r →∞ के रूप में 0 पर जाना चाहिए तो पहला समाधान यह बाहर है तो हमारे पास वह है ure 2mE2r जिसे मैं e αr के रूप में लिखूंगा α 2mE2 है अब सामान्य समाधान इसलिए u यह l पर निर्भर करेगा जिसे i1narrie αr के रूप में लिखा जा सकता है बहुपद परिमित बहुपद है क्योंकि आप दिखा सकते हैं कि यदि n →∞ यह eαr के रूप में प्रवाहित होता है और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो क्योंकि समाधान 0 पर r→∞ के रूप में नहीं होगा तो आप एक परिमित बहुपद बनना चाहते थे तो नंबर एक ध्यान दें कि बहुपद n r परिमित है और नंबर दो कि r की न्यूनतम पॉवर 1 है ऐसा इसलिए क्यों है क्योंकि आप u → 0 को r → 0 के रूप में चाहते हैं तो ये दो चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं और अब मैं इस बहुपद को सामान्य रूप से हल करने के बजाय कुछ मामलों के लिए समाधान तैयार करूंगा तो मुझे पहले l बराबर 0 मामले पर विचार करने दें उस स्थिति में मेरा समीकरण 22mu Ze24π0ruEu है मैं ure αr u पर विचार करने जा रहा हूं जिसका अर्थ है कि ue αr αre αr और इसलिए u 2αe αr2re αr u आइए इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करें जो मुझे 22m 2α2re αr Ze24π0re αrEre αr मिलता है e αr पद कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास 22m 2α2r Ze24π0rEr अब पद या समान पॉवर समान होनी चाहिए और यह मुझे तुरंत बताता है कि 2m2 Ze24π00 और 22m2E यह स्वतः ही संतुष्ट हो जाता है क्योंकि 22mE2 और इससे मुझे पता चलता है कि E बराबर E है यह कुछ ऐसा है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं लेकिन यह समीकरण मुझे ऊर्जा देता है क्योंकि यह मुझे बताता है कि 2m2mE2 Ze24π0 के बराबर है और इसलिए E m22Z2e44π02 आता है और इसलिए इस अवस्था के लिए ऊर्जा Z2e4m322022 है जो 136Z2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है तो हमने पाया कि यह ग्राउंड स्टेट ऊर्जा है और ग्राउंड स्टेट ऊर्जा के लिए तरंग फंक्शन R Cnre αrrY00θϕ होने वाला है तो यह अवस्था e αr Y00Cn है तो ग्राउंड स्टेट r 0 पर परिमित की तरह दिखती है और यह तेजी से घटती है यह e αrY00 है अभी भी l 0 पर काम कर रहा है आइए हम उस हल का पता लगाएं जो एक उच्च बहुपद है तो मैं u को arbr2e αr होने के लिए लेने जा रहा हूं तो इसमें n की यह उच्चतम घात 2 है आप फिर से गणना करते हैं ura2bre αr αarbr2e αr और ur2be αr 2αa2bre α2arbr2e αr हम इस n को प्रतिस्थापित करते हैं तो अगला कदम होने जा रहा है इसे u के समीकरण में रखें फिर r की समान घातों के लिए गुणांकों की बराबरी करें ऐसा करने के लिए और आप पाएंगे कि E इस मामले में 122Z2e4m322022 के रूप में सामने आता है आप और आगे बढ़ते हैं यदि मैं urarbr2cr3 लेता हूं और समीकरण में प्रतिस्थापित करता हूं तो आप पाएंगे कि E 132 इसलिए यदि आप इस अभ्यास को करते हैं तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि l के बराबर 0 वाले अवस्था के लिए ऊर्जा 136Z2n2 है जहां n u के लिए बहुपद की डिग्री है तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा आप उच्च और उच्च पॉवर में जा सकते हैं उदाहरण के तौर पर आइए हम l 1 का मामला भी लें अब l 1 u के लिए याद रखें क्योंकि r → 0 rl1 के रूप में जाता है जो r2 है तो r की न्यूनतम पॉवर जो आप लेते हैं r2 है इस मामले में मैं u को r2e αr मानूंगा

तो यह 2e αr4αre αr2r2e αr हो जाता है आइए इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो मुझे 22m24αr2r2e αr222mr2r2e αr Ze24π0re αrEr2e αr मिलता है e αr पूरा रद्द करता है और जब मैं r की समान पॉवर की पदों की बराबरी करता हूं तो मुझे 2m222m0 मिलता है तो आइए हम ऐसा करते हैं यह पद पहले पद के साथ रद्द हो जाता है यह 0 है पॉवर r के साथ पदों को समान करें और मुझे 22m4α Ze24π00 मिलता है और इससे मुझे ऊर्जा मिलती है और अंतिम पद E r2 पद वास्तव में इस 2 पद के साथ रद्द हो जाएगा जो मूल रूप से मुझे E बराबर E देता है जो हम पहले से जानते हैं तो ऊर्जा इस पद द्वारा हरे रंग में निर्धारित की जाती है इसलिए यह फिर से रद्द कर देता है यह मुझे 2 देता है तो मुझे 22mαZe24π0 मिलता है तो 214m24Ze24π02 और 2 और कुछ नहीं बल्कि 2mE2 है जो 14m24Ze24π02 के बराबर है और आप देखते हैं कि यह फिर से मुझे E14m2ℏ2Ze24π02 सरल बनाने के बाद देता है जो कि E 14136Z2E के अलावा और कुछ नहीं है तो फिर से हम देखते हैं कि r2 माइनस 136 Z वर्ग पर 122 बार ऊर्जा छोड़ता है तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं और आप इसे दूसरे के लिए आजमाते रह सकते हैं कि u r लिए बहुपद की डिग्री ऊर्जा निर्धारित करती है फिर यह मुझे क्या देता है कि अगर uri1nairi तो ऊर्जा निकलती है जो n 136Z2n2 पर निर्भर करती है ध्यान रखें कि E l पर निर्भर नहीं है तो यह काफी संयोग है कि हाइड्रोजन परमाणु En l पर निर्भर नहीं करता है लेकिन r करता है इसलिए तरंग फंक्शन n l और m के रूप में लिखा जाता है और यह RnlrYlmθϕ है तो r l पर निर्भर करता है लेकिन ऊर्जा नहीं और इस समाधान में क्या पाया जाता है जब आप ऐसा करते हैं कि l n माइनस 1 के नीचे तक सीमित है तो इसका मतलब है कि l 0 1 2 और इसी तरह n 1 तक हो सकता है दूसरी बात यह है कि m मुझे इसे लिखने दें m Z माइनस l n plus l के बीच नीचे होना प्रतिबंधित है जिसका अर्थ है mZ से - l l1 इसलिए 0 1 2 से l1 तक अत nवें स्तर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसलिए प्रत्येक n के लिए मेरे पास समान ऊर्जा के साथ ऊर्जा स्तर हैं क्योंकि यह केवल n 0 1 से l 1 तक निर्भर करता है l स्तर और प्रत्येक के लिए मेरे पास mZ के साथ 2l1 अवस्था हैं और प्रत्येक के लिए पाउली अपवर्जन सिद्धांत के कारण दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो हमें जो मिलता है वह nवें स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या l0n 12l1×2 होने वाला है तो यह मुझे 4l0n 1l2l0n 11 देता है तो यह 4nn 122×n हो जाता है तो यह 2 n होने जा रहा है तो यह 2n2 2n2n निकला जो कि 2 n वर्ग है अत nवें स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 के बराबर होती है तो मैंने इस व्याख्यान में जो किया है वह आपको एक संकेत देता है कि हाइड्रोजन परमाणु समस्या कैसे हल होती है तो इस व्याख्यान को समाप्त करने के लिए हमने जो किया है वह है एक हाइड्रोजन जैसी प्रणालियों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन स्थापित करें दो uri1nairie αr लिया जहां पे 2mE2 फिर En 136Z2n2 पाया जहां n इस पॉवर के विपरीत है और अंत में E केवल n पर निर्भर करता है RnlYln तरंग फंक्शन nln है और n वें स्तर 2 n वर्ग इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है इसके साथ ही हम हाइड्रोजन परमाणु पर चर्चा को समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह हम इस रेडियल समीकरण के संख्यात्मक समाधान के साथ शुरू करेंगे